इस लेक्चर में प्रोटीन सीक्वेंसेस अलाइनमेंट के लिए उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करेंगे I पिछले लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था अलग अलग प्रकार के अलाइनमेंट हैं और आपके पास दो सीक्वेंस हैं उन दो सीक्वेंस से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल सकता है जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं स्टूडेंट डॉट प्लॉट डॉट प्लॉट हमें दो सीक्वेंस की तुलना करने में मदद करता है I अगर सीक्वेंस एक समान हो और अमीनो एसिड भी एक समान हो तो एक बिंदु लगाते हैं I तो उसका प्लॉट बनाने पर दो सीक्वेंस की तुलना कर सकते हैं कि एकदम समान हैं या किसी भी सीक्वेंस में एडिशन या डीलीशन हैं I हमने यह भी डिस्कस किया था कि ऑनलाइन पाए जाने वाले सीक्वेंस को खोल दिया जा सकता है अगर हम देख सकते हैं कि प्लॉट पर जिस जगह पर रेसिड्यू एक समान हैं या एकदम वही रेसिड्यू है तो उसको कुछ स्कोर दे सकते हैंI उदाहरण के लिए अगर यहां पर मैच करने वाला अमीनो एसिड या मैच करने वाला न्यूक्लियोटाइड है तो उसको स्कोर देते हैं जो एक तरह का इनाम है अगर वह मैच नहीं करता है तो उसको पेनाल्टी देते हैं या वहां पर एक गैप होता हैI तो अलाइनमेंट में गैप का क्या मतलब है स्टूडेंट इनसर्शन या डीलीशन ठीक कहाI इनसर्शन या डीलीशन I तो इस स्थिति में जब दो सीक्वेंस जिनमें म्यूटेशन या सब्सीट्यूशन हो और उनकी तुलना की जाती है तो उनमें इनसर्शन और डीलीशन दिखाई देने की संभावना कम है तो इस स्थिति में हम पेनाल्टी देते हैं और उसके साथ गैप I अब हम देखते हैं कि एक मैच है दूसरा मिस मैच है और तीसरा गैपI मैच के लिए रिवॉर्ड मिलता है मिसमैच के लिए कम स्कोर मिलता है और गैप के लिए पेनल्टीI गैप दो प्रकार के हैं क्या आप बता सकते हैं वे क्या हैं स्टूडेंट गैप ओपन अगर ओरिजिनेशन पेनल्टी के साथ गैप पेनल्टी भी हो तो कितने गैप अंदर आए हैं अगर अलग अलग ओरिजिनेशन हो तो पेनल्टी भी बढ़ती है I ऐसे इकट्ठा होने वाले स्कोर के जरिए हम सीक्वेंस अलाइन कर सकते हैंI एक स्कोरिंग मैट्रिक्स निर्माण करने के बाद हम सीक्वेंस को अलाइन करते हैं Iअलग अलग न्यूक्लिक एसिड और अलग अलग प्रोटीन के अलग मैट्रिक्स होते हैंI तो न्यूक्लिक एसिड के संबंध में क्या बता सकते हैं कि कितने बेस होते हैं बेस 4 ठीक हैI यहां पर सब्सीट्यूशन के तौर पर हम या तो रिवॉर्ड दे सकते हैं या पेनल्टीI अगर पेनल्टी हो तो बहुत हल्का या बहुत कठोरI उदाहरण के लिए अगर सब्सीट्यूशन प्यूरीन के बदले प्यूरीन हो या पिरामिडइन के बदले पिरामिडइन हो या प्यूरीन के बदले पिरामिडइन हो या पिरामिडइन के बदले प्यूरीन हो सकता है I मैच होने वाले सीक्वेंस को प्रेफरेंस देते हुए हम सब्सीट्यूशन के अनुसार पेनल्टी देते हैंI प्रोटीन सीक्वेंस को एनालाइज करने के लिए कई तरीके हैंI ऐसे करते वक्त हम अमीनो एसिड का महत्व ध्यान में रखते हैं क्योंकि यह प्रोटीन की फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टी हैI उदाहरण के लिए अगर 2 चार्ज वाले रेसिड्यू हैं जैसे अस्पर्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड I दोनों समान होने के कारण यहां पॉजिटिव स्कोर देते हैं लेकिन अगर अस्पर्टिक एसिड के बदले वेलाइन हो या और कोई हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू हो तो इसको स्कोर दिया नहीं जा सकता I तो आप देखेंगे की समान होने वाले फंक्शनल ग्रुप की तुलना कर सकते हैं जैसे एरोमेटिक ग्रुप या नॉनपोलर या चार्जड ग्रुप I इस स्थिति में हम या तो उसको देंगे या पेनल्टीI हम हाइड्रोफोबिसिटी या चार्ज या साइज की भी तुलना कर सकते हैंI उदाहरण के लिए एलेनीन और सेरीन दोनों एक साइज के हैं I इनके सीक्वेंस को एलाइन कर सकते हैं और उसको हम स्कोर दे सकते हैंI हमने यह भी डिस्कस किया था कि जेनेटिक कोड के तौर पर कैसे स्कोर दिया जा सकता हैI डी एन ए में कितने म्यूटेशन हो सकते हैं कोड़ान में कितने म्यूटेशन हो सकते हैं और वे किस तरह के म्यूटेशन हैं जेनेटिक कोड के तौर पर स्कोर दिया जाता हैI तो इनसे मैट्रिक्स कैसे पाया जा सकता है अंत में हम सब्सीट्यूशन रेट को ध्यान में रखते हैंI उदाहरण के लिए अगर हमारे पास कई सीक्वेंस हैं तो उन सीक्वेंस को चुनेंगे जिनमें सबसे ज्यादा सीक्वेंस होमोलॉजी हो I सीक्वेंस में दिखने वाले समानता के अनुसार हम यह तय करेंगे कि किस प्रकार के म्यूटेशन हैं I उसके तौर पर हम मैट्रिक्स पा सकते हैं I जिस प्रकार के बदलाव हुए हैं उसके अनुसार मैट्रिक्स पाया जाता है I तो इस तरह का मैट्रिक्स पॉइंट एक्सेप्टेड म्यूटेशन मैट्रिक्स कहा जाता है I उदाहरण के लिए हमारे पास अगर 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू हो और उसमें से 90 अमीनो एसिड एक समान हैं तो इसमें कितने वेरिएशन हैं 10 I और समानता 90 I उस 10 वेरिएशन के तौर पर हम सब्सीट्यूशन प्रोबेबिलिटी तय करते हैं I तो यहां पर हम अलाइनमेंट या सीक्वेंस आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हैं जैसे कि 85 के ज्यादा I तो पाम मैट्रिक्स पाने के लिए हमें किन किन फैक्टर को ध्यान में रखना चाहिए उदाहरण के लिए हमें देखना है कि इस सीक्वेंस में कितने ए एलेनीन हैं I और कितने रेसिड्यूज हैं म्यूटेशन द्वारा एलेनीन को और किसी रेसिड्यू में बदलने की प्रोबेबिलिटी क्या है एलेनीन को वेलाइन जैसी विशिष्ट अमीनो एसिड मैं बदलने की प्रोबेबिलिटी क्या है

कितने म्यूटेशन से जी और ए संबंधित हैं स्टूडेंट 2 3 1 2 स्टूडेंट 3 3 तो FGAइक्वल टू 3 रिलेटिव म्यूटएबिलिटी MAक्या होता है कितनी बार ए म्यूटेट हुआ है स्टूडेंट 4 4 1 2 3 4 तो इट इस इक्वल टू 4 1 2 3 4 तो यह है नॉर्मलइसिंग फैक्टर यह है नंबर ऑफ म्यूटेशन इन दी एन टायर टाइमस मल्टीप्लाईड बाय टू टाइमस रिलेटिव फ्रिकवेंसी ऑफ ए रेसिड्यूस मल्टीप्लाईड बाय हंड्रेड तो इससे मिलता है ट्री के सारे म्यूटेशंस I म्यूटेशन कितने हैं ट्री में मौजूद 6 म्यूटेशन मल्टीप्लाईड बाय टू टाइमस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रिलेटिव फ्रिकवेंसी ऑफ ए क्या है कुल मिलाकर कितने एलेनीन हैं स्टूडेंट कुल मिलाकर 10 ठीक I 10 ऐलेनिन I तो 10 ए I कुल मिलाकर कितने रेसिड्यूज स्टूडेंट 63 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 97 63 तो हमें यह नंबर मिलेगा 1904762 और मिलेगा नॉर्मलाइज्ड म्यूटएबिलिटी क्योंकि MA है 4 तो चार को इस नंबर से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा नॉर्मलाइज्ड रिलेटिव म्यूटएबिलिटी तो यह है 0021 जो यहां पर है I हमें मिलती है म्यूटेशन प्रोबेबिलिटी Mij इसे हम पाते हैं mj और Fij को सिगमा Fij से डिवाइड करके I यहां पर है Fij MGA 0021 उसे मल्टीप्लाई करते हैं Fij से I तो Fij क्या है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय सिगमा Fij इज इक्वल टू 4 तो यहां मिलता है MGA00157 Fij है सारे के सारे सब्सीट्यूशन जिसमें एलेनीन है वह है 4 यह है 00157 अभी हमें मिलेगा Rij जिसे हम पाते हैं logarithm of this Mij divided by fi this frequency of G MGA00157 ठीक है I तो fG हम पाते हैं 63 10 ग्लाइसिन से I पहले हमने एलेनाइन का वैल्यू लिया था अब हम ग्लाइसिन का वैल्यू ले रहे हैं I तो इज इक्वल टू 01587 फिर RGA सब्सीट्यूट वैल्यू है यहां लॉग ऑफ log of Mij इक्वल टू 00157 डिवाइडेड बाय 01587 तो इसका वैल्यू value है 1005 इसे हम सारे ऑफ डायगोनल एलिमेंटoff diagonal elements के लिए रिपीट कर सकते हैं I उदाहरण के लिए अगर आपको आर आई एल का वैल्यू पाना चाहते हैं तो आर आई एल को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कितनी बार आई टू एल म्यूटेशन हुए हैं I स्टूडेंट 1 सिर्फ एक और इस म्यूटेशन में कितने आई हैं सिर्फ एक ठीक है तो अब हम नॉर्मलाइजिंग फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं I वह यहां जैसे 6 into 2 multiplied by 63 में कितने आई I's हैं स्टूडेंट 4 चार ठीक I तो नॉर्मलाइजिंग फैक्टर इस इक्वल टू 6 मल्टिप्लाईड बाय 2 मल्टीप्लाईड बाय बाय 63 डिवाइडेड बाय 100 तो हम वैल्यू पाते हैं 762 अभी हमें मिला है नॉर्मलाईजड रिलेटिव म्यूटएबिलिटी तो यह सिर्फ एक आईसोल्युसिन म्यूटेशन और यह है 1 बाय 762 और यह है इक्वल टू एम एल इक्वल टू 0013 तब हमें मिलेगा एम एल सलूशन से सलूशन MIL हमें यह नंबर मिलेंगे ठीक है I तो हमें मिला है 0013 मल्टीप्लाईड बाय multiplied by सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय सिर्फ 1 तो यह है इक्वल टू equal to 0013 तो हमें अब मिला है Rij तो इन वैल्यूस का लॉग्र्रिदम लेने से हम अंत में पाते हैं माइनस 0685 अपने फ्री टाइम में इसे करके देखिए I तो यह सब ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के लिए है I डायगोनल एलिमेंट्स के लिए आपको मिलेगा Mjj Mjj हैं यहां पर उदाहरण के लिए आर ए ए एलेनीन को मिलेगा one minus mj mj इस फार्मूला से मिलेगा और हमें यह वैल्यूस मिलेंगे I इसके बाद हमें मिलेगा Mjj का वैल्यू और फिर Rij का वैल्यू I इस प्रकार यह मैट्रिकस आप डिराइव कर सकते हैं ना मैंने प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस से बड़ी संख्या में डेटा ली है कौन सा प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है स्टूडेंटt यूनीप्रोट यूनीप्रोट आखिर किसी भी सीक्वेंस आइडेंटिटी के जरिए आपको यह डेटा मिल सकता है I आप यह मैट्रिक्स डिराइव कर सकते हैं यह है पाम 120 म्यूटेशन मैट्रिक्स तो यह मैट्रिक्स देखिए I हमें क्या दिखाई देता है कुछ अक्षर लाल रंग के हैं और तो यह हैं स्टूडेंट डायगोनल वही रेसिड्यू जिसमें म्यूटेशन नहीं हैं स्टूडेंट नहीं हैं इन रेसिड्यू के वैल्यू सबसे अधिक होते हैं म्यूटेशंस के कारण क्योंकि प्रोटीनस मे होने वाले विशिष्ट स्थानों मे म्यूटेशंस होने नहीं देते Iइसीलिए वही रेसिड्यू विशिष्ट स्थानों पर दिखाई देंगे या तो अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या स्टेबिलिटी के लिए I यह भी देख पाएंगे कि उनके अलग अलग केस नंबर हैं I उदाहरण के लिए एलेनीन का वैल्यू है 3 ट्रिप्टोफैन लेंगे तो उसका वैल्यू है 12 सिस्टीन लेंगे तो 9 है I तो कोई ऐसे अमीनो एसिड हैं जो रेर होते हैं बहुत कम दिखाई देते हैंI तो यहां पर इन रेसिड्यूस को विशिष्ट स्थान पर होना बहुत जरूरी है न केवल फंक्शन के लिए बल्कि स्ट्रक्चर के लिए भी I उदाहरण के लिए सिस्टीन की विशेषता क्या है स्टूडेंट डाईसल्फाइड बॉन्ड डाईसल्फाइड I तो सिस्टीन को म्यूटएट करने से उसके प्रभाव प्रतिकूल होते हैं I इसीलिए लाल रंग अधिक संख्या में देख सकते हैं एलेनीन और वेलाइन जैसी अमीनो एसिड की तुलना में I तो यहां पर और एक मैट्रिक्स देखिए पाम 250 मैट्रिक्स I आप देख सकते हैं कि सिस्टीन से सिस्टीन तक का वैल्यू है 12 और ट्रिप्टोफैन का देख रहे हैं 17 और वही अमीनो एसिड के वैल्यूज़ अधिक भी हैं I इन अमीनो एसिड के सिवा अगर हम म्यूटेशंस को देखें तो कुछ म्यूटेशन के पॉजिटिव वैल्यू होते हैं और कुछ म्यूटेशंस के नेगेटिव वैल्यू I क्या आप पॉजिटिव वैल्यू देख सकते हैं

ट्रिप्टोफैन स्टूडेंट 11 11 इसी तरह अगर कुछ म्यूटेशन हो जैसे ट्रिप्टोफैन से अस्पर्टिक एसिड I स्टूडेंट 4 4 यहां पर अगर आप यहां पर देखें ट्रिप्टोफैन से अस्पर्टिक एसिड स्टूडेंट 7 7 यहां पर प्रतिकूल प्रभाव भी है यहां पर भी तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को देखते हैं I आप देख सकते हैं कि क्वालिटेटिवली दोनों एक समान हैं I तोअभी हम इनको डिराइव करते हैं I तो डिराइव करने की वजह क्या है मैट्रिक्स की उपयोगिता क्या है स्टूडेंट अलाइनमेंट अलाइनमेंट के लिए I उदाहरण के लिए हम अलाइनमेंट को शुरू करते हैं I अगर हमारे पास दो सीक्वेंस है और हम यह नहीं जानते कि उन दोनों को कैसे अलाइन करें तो उस स्थिति में हम इन दोनों मैट्रिक्स का प्रयोग एक समान होने वाले अमीनो एसिड की तुलना करने के लिए और उस अलाइनमेंट को स्कोर करने के लिए करते हैं I मैं एक उदाहरण दिखा रहा हूं I तो एक उदाहरण है ब्लास्ट इस प्रोग्राम का विस्तार है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च Search टूल तो उन्होंने एक एल्गोरिदम डेवलप किया है जो ऑनलाइन अवेलेबल है I तो उसका प्रयोग करके हम अलाइनमेंट कर सकते हैं I उसे कैसे उपयोग किया जाता है वह मैं बताता हूं I तो पहले हमारे पास क्वेरी सीक्वेंस है और डेटाबेस भी है I इसे कैसे मैप करते हैं इन सीक्वेंस को छोटी भागों में बांटा जाता है छोटे शब्द जिनकी लंबाई होती है के तो आमतौर पर प्रोटीन के मामले में K equal to 2 या K equal to 3 प्रयोग करते हैं I तो अब हमारे पास यह क्वेरी सीक्वेंस है QLNFSAGW जिसकी तुलना हम करेंगे NLNYTPW डेटाबेस से I उदाहरण के लिए अगर आप शब्द की लंबाई को 2 रखते हैं तो इस क्वेरी सीक्वेंस को ऐसे डिवाइड किया जा सकता है QL LN और NF और FS और SA AG और GW तो हमने इसे ओवरलैपिंग सेगमेंट बनाया है I तो अभी डेटाबेस देखते हैं यहां पर भी ओवरलैपिंग सेगमेंट बनाया है जैसे NL LN NY YT TP और PW I फिर जहां पर मैच होता है हम पहले देखते हैं YL QL और NL तो अगर हम QL और LN लेते हैं तो उसका स्कोर क्या होता है यहां पर QL और यहां पर NL तो इन वैल्यू की तुलना करते हुए Q क्या है और NQ और N0 क्या है L से L तक की वैल्यू है 4 स्टूडेंट 4 ठीक है 4 तो टोटल होगा 4 तो अगर आप LN LN यूज कर रहे हैं दूसरा वाला LN LN LL का स्कोर क्या होता है LL है 4 तो NN क्या है स्टूडेंट 6 6 NN 6 6 और LL है 4 तो दोनों मिलाकर हुआ है 10 तो अब हम यह नंबर यूज़ कर सकते हैं I तो हम यह मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं और आप कोई भी कट ऑफ बना सकते हैं जैसे 8 जो एडजेस्टटेबल है I तो आप एक उदाहरण रख सकते हैं जैसे स्कोर greater than equal to 8 से ज्यादा हो और देखिए यहां पर वैल्यू जो ज्यादा हैं यहां के greater than 8 से I अगर हो LN है और LN का मिलता है 8 और NF और NY का स्कोर होता है 9 NF NY NN क्या है स्टूडेंट 6 NN है 6 FY Y F है 3 3 I तो 6 3 9 तो जहां कहीं भी हमें इससे जो हमारा थ्रेशोल्ड है ज्यादा वैल्यू मिलता है वहां पर आप एक स्टार लगाइए और फिर कंटिन्यू कीजिए और इन बिंदुओं को जोड़िए I तो आप यह कर सकते हैं इस छोटे से सेगमेंट से शुरू कीजिए और बिंदु लगाते जाइए I अगर उन्हें जोड़ा जा सकता है और अगर स्कोर कम है तो वे गायब हो जाते हैं I फिर आप उन्हें बढ़ा सकते हैं और ऐसे ही पूरा अलाइनमेंट के लिए कर सकते हैं I